अभियांत्रिकी अभ्यास में आचार नीति की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम लोग अभियंता अर्थात इंजीनियर कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे क्या हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और क्या होता है अगर हम जिम्मेदार नहीं होते जैसे कि क्या हम पर्यावरण से कुछ ले रहे हैं क्या हमें स्कूल नुकसान पहुंचाना चाहिए अथवा अगर हम पर्यावरण से कुछ निकाल नहीं रहे हैं तो हम नई वस्तुओं का उत्पादन कैसे करेंगे

इस तरह से कि यह कोई समझौता नहीं कर रहा है यह प्राकृतिक प्रणाली की क्षमता को खतरे में नहीं डाल रहा है और इस मानवीय गतिविधियों के प्रभावों को अवशोषित करने के लिए और जो इसे अपने मूल स्वरूप से हटा देता है और अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह भावी पीढ़ी की क्षमता से कोई समझौता किए बिना कर रही है इसलिए भावी पीढ़ी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि उनका अस्तित्व पर खतरा अथवा संकट बना रहे और सिर्फ जरूरतों और आकांक्षाओं को देखकर वे अपनी खुद की वृद्धि और विकास की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे सकते I इसलिए यह समझने की जरूरत है कि कैसे इंजीनियरिंग का पेशा यहां कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है I क्योंकि इंजीनियर अथवा अभियंता और विशेष वैज्ञानिक की शिक्षा और प्रशिक्षण उन्हें पर्यावरणीय खतरों और सुरक्षा खतरों दोनों को पहचानने के लिए एक विशेष स्थिति में हैं सहमति पढ़ने के साथ के लिए उनके विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के पास पर्यावरण के साथ साथ सुरक्षा खतरों को प्रकाश में लाने के लिए एक पेशेवर जिम्मेदारी है ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक ज्ञान का आधार है क्योंकि वे इसके लिए प्रशिक्षित हैं ताकि वे पर्यावरण के खतरों और सुरक्षा खतरों को पहचान सकें तो यह इंजीनियरों की जिम्मेदारी का एक हिस्सा है कि वे किस तरह की विसंगति को ध्यान में रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है और कैसे चीजों को संसाधित किया जा रहा है और कैसे संसाधित होने की उम्मीद है जिससे कुछ खतरे पैदा हो सकते हैं इसलिए अगर कोई पर्यावरणीय समस्या या सुरक्षा खतरे हैं तो उन चीजों को ध्यान में लाना इंजीनियर अथवा अभियंता की पेशेवर जिम्मेदारी है यहां न केवल स्थायी विकास की तरह इंजीनियरों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है बल्कि सामान्य रूप से पर्यावरणीय नेतृत्व की अवधारणा के उद्भव और इंजीनियरिंग संगठनों में भी इसकी और अधिक विशिष्ट अवधारणा है इसलिए हम अपने ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम अपने वैश्विक दृष्टिकोण का उपयोग कैसे कर रहे हैं निर्णय से निपटने में परिप्रेक्ष्यऔर दुविधाएं हम इनका कैसे समाधान के लिए आने वाली समस्याओं को हल कर रहे हैं ताकि पर्यावरण में हितधारकों का एवं सभी हितधारकों मैं आपसी सह अस्तित्वयह हो इस पर एक दीर्घकालिक ध्यान केंद्रित किया जा सके यह अपना ध्यान एक व्यक्ति और एक इंजीनियर अथवा अभियंता एवं संगठन में मौजूद पर्यावरणीय नेतृत्व गुणों की तरफ केंद्रित करता है और यह विशेष रूप से इंजीनियरिंग संगठनों की ओर केंद्रित है क्योंकि यह संपूर्ण प्रक्रियाओं को देखने का एक तरीका है जैसे कि विचार प्रक्रिया अभिनव विचार प्रक्रियाएं जो पर्यावरण के संबंध में सोचने और कुछ नया करने के एक तरीके को जन्म देती हैं अपने अगले सत्र में हम पर्यावरण नेतृत्व की चर्चा जारी रखेंगे और हम इससे संबंधित अन्य विचारों पर भी चर्चा करेंगे Thank you धन्यवाद I